नमस्कार पायथन प्रोग्रामिंग के लिए जारी इस लेक्चर में मैं कुछ दिलचस्प अनुप्रयोगों जिन्हें आप सामान्य पायथन प्रोग्रामिंग का उपयोग करके विकसित कर सकते हैं को कवर करूंगा इसलिए शुरू करने के लिए हम फ़ाइल रीडराइट ऑपरेशंस से शुरू होने वाले कुछ बुनियादी ऑपरेशनों को कवर करेंगे हम सामान्य टेक्स्ट फाइलों के साथ साथ csv सीएसवी फाइलों का भी प्रयोग करेंगे Csv मूल रूप से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की फाइलें हैं तो फ़ाइल का प्रत्येक वैल्यू कॉमा द्वारा अलग किया गया है आगे हम पायथन स्क्रिप्टिंग का उपयोग करके आपके नेटवर्क सॉकेट को विकसित करने पर आगे बढ़ेंगे इसलिए हम दो भागों का विकास करेंगे सबसे पहले हम एक udp होस्ट या एक सर्वर और एक udp क्लाइंट विकसित करेंगे और तीसरे भाग में हम पायथन PIL लाइब्रेरी का उपयोग करके कुछ बुनियादी इमेज के साथ काम करेंगे रीड राइट करेंगे इसलिए सामान्य IoT आधारित अनुप्रयोगों में आवश्यक रूप से फाइल रीड राइट ऑपरेशन के साथ शुरू करने के लिए मान लीजिए कि आपके सेंसर या बहुत से और बहुत सारे सेंसर डेटा को किसी विशेष डेटाबेस या फ़ाइल सिस्टम पर अपलोड कर रहे हैं तो डेटा को अलग किया जाता है अलग अलग संग्रहीत या डेटा को विभिन्न टाइम स्टैम्प या सिग्नेचर या आईडेंटिफाईर का उपयोग करके सामूहिक रूप से संग्रहीत किया जाता है यह छोटे पैमाने के सिस्टम के लिए एक टेक्स्ट फ़ाइल में हो सकता है यह एक csv फ़ाइल में हो सकता है लेकिन बड़े पैमाने पर सिस्टम और फिर IoT के बहुत बड़े इंप्लीमेंटेशन के लिए लोग आमतौर पर MySQL या Oracle एक्सेटेरा जैसे डेटा बेस का उपयोग करना पसंद करते हैं तो पायथन हमें फ़ाइलों को पढ़ने और लिखने के लिए कार्यक्षमता की अनुमति देता है आमतौर पर किसी बाहरी मॉड्यूल या लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं होती है यह पायथन के मूल वितरण के साथ ही उपलब्ध है और एक फ़ाइल को पढ़ते या लिखते समय तीन बुनियादी चरणों का पालन करना पड़ता है सबसे पहले एक फ़ाइल खोलना अगला ऑपरेशन पढ़ना या लिखना और तीसरा फ़ाइल बंद करना इसलिए इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम इनके बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी देंगे तो फ़ाइल खोलने और फ़ाइल ऑब्जेक्ट को वापस करने के लिए ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है इसका मतलब है कि जब भी आप सिंटेक्स देते हैं तो पहला आर्गुमेंट फ़ाइल नाम और दूसरा आर्गुमेंट मोड होता है निम्नलिखित चार मोड हैं पढ़ने के लिए r या लिखने के लिए w अपेंड के लिए a और दोनों पढ़ने के साथ साथ लिखने के लिए मोड r प्लस जैसा कि आप देख सकते हैं एक फ़ाइल से पढ़ने के लिए सिंटेक्स बहुत सरल है तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक फ़ाइल टेक्स्ट है फ़ाइल का नाम डेटा datatxt है इसलिए हम इस लाइन फ़ाइल इक्वल टू ओपन 'datatxt' 'r' का उपयोग करके इसे खोलने का प्रयास करने जा रहे हैं गौर कीजिए दोनों फ़ाइल नाम के साथ साथ मोड को कोटेशन के भीतर रखते हैं क्योंकि इन्हें स्ट्रिंग्स के रूप में लिया जाता है और फिर अगली लाइन में हमारे पास फ़ाइल डॉट रीड है तो यह फाइल ओपन फंक्शन के बराबर है फाइल वास्तव में एक वेरिएबल है आप इसे किसी अन्य नाम से भी असाइन कर सकते हैं अगला भाग एक फ़ाइल के लिए लेखन है इसलिए जब भी हम किसी फाइल पर लिख रहे होते हैं तो फिर से हमें फाइल को खोलना होता है केवल मोड r से w में बदलता है फिर filewrite और आर्गुमेंट के भीतर आप बस स्ट्रिंग में यहां उस फाइल के बारे में लिख सकते हैं जो आप कर सकते हैं जाहिर है विभिन्न वेरिएबल डाल सकते हैं जो आप अपने आने वाले सेंसर डेटा को स्टोर कर सकते हैं और कुछ वेरिएबल और इटरेटिवली filewrite फ़ंक्शन का उपयोग करके उन वेरिएबल को लिख सकते हैं अब अंत में एक बार फ़ाइल एक्सेस हो जाने के बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस फ़ंक्शन फ़ाइल डॉट क्लोज के उपयोग से आपकी फ़ाइल हैंडल बंद हो जाए और जब भी सामान्य सामान्य परिदृश्यों में विशेष रूप से IoT आधारित परिदृश्यों में एक ही फाइल को बार बार एक्सेस करने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है एक ही फाइल बार बार इसलिए इस स्क्रिप्ट को ओपन datatxt के साथ राइट मोड में फाइल filewrite के रूप में उपयोग करते हुए हम उस स्ट्रिंग को लिखते हैं जिसे टेक्स्ट फाइल में लिखा जाना है और फिर हम फाइल डॉट क्लोज को कॉल करके फाइल हैंडल को रिलीज कर देते हैं इसलिए बेहतर होगा कि हम इस चीज पर थोड़ा हैंड्स ऑन दें इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही प्रोग्राम तैयार रखा है इसलिए हमें केवल एक फ़ाइल कॉल करनी है कोई भी फ़ाइल नाम जिसे हम यहाँ रखना चाहते हैं हमारे पास पायथन programtxt है हम इसे कुछ और में भी बदल सकते हैं इसलिए मेरी फाइलें और फ़ोल्डर्स मूल रूप से इस डायरेक्टरी में पढ़ते हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सूची में कोई पायथन प्रोग्राम नहीं है तो हो सकता है कि हम सिर्फ नाम बदलकर live demotxt कर सकते हैं फिर अगली लाइन में गति के लिए पुनरावृत्त रूप से हमें इस पर कुछ लिखना होगा तो विद ओपन live demotxt ऐज w या फ़ाइल के रूप में राइट मोड में हम इसे दूसरे नाम file1 से कॉल करते हैं फिर file1write हम यह लिख रहे हैं डेटा abc लिख रहे हैं और फिर हम file1close कॉल करके फ़ाइल हैंडल रिलीज करते हैं इसलिए एक बार जब हम इस चीज़ को चलाते हैं तो हमने कोड की इन तीन लाइनों को एग्जीक्यूट कर दिया है अब फिर से हम डायरेक्टरी चेक करेंगे यहां हमारे पास लाइव डेमोटेक्स्ट नाम की फाइल है हम इसे खोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इच्छित डेटा टेक्स्ट फ़ाइल में लिखा गया है तो यह पहला हिस्सा था काम का आधा हिस्सा वह पढ़ रहा है जो फ़ाइल में लिख रहा है अगला भाग आता है जो उस फ़ाइल से पढ़ रहा है तो अब मेरे पास फ़ाइल नाम लाइव डेमो डॉट टेक्स्ट है तो पहले की तरह ही मैं वही टेक्स्ट फ़ाइल खोलूंगा लेकिन रीड मोड में इसलिए मैं मोड को r में बदल दूंगा शुरू में यह w था अब इसे r में बदल रहा हूं इसलिए मैं फ़ाइल मोड को रीड ओपनिंग मोड में खोल रहा हूं वेरिएबल असाइन करने वाली रीडिंग मोड में फाइल को फाइल 1 कहते हैं या शायद सिर्फ कहने के लिए फाइल 2 f इक्वल टू फ़ाइल 2 डॉट रीड फिर मैं 'रीडिंग फ्रॉम द फ़ाइल' प्रिंट करता हूं और फिर मैं जो भी पढ़ा गया हूं उसे प्रिंट करता हूं और फिर से फाइल हैंडल को रिलीज करता हूं मैं इस फाइल 2 को file2close कहकर रिलीज करता हूं इसलिए एक बार फिर मैं इन लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा एक बार यह एग्जीक्यूशन पूरा हो जाने के बाद पहली लाइन 'रीडिंग फ्रॉम द फ़ाइल' प्रिंट किया गया है यह एक पहला प्रिंट स्टेटमेंट था और फिर अगर आपको याद है कि हमने पहले टेक्स्ट फाइल में डेटा abc लिखने की तरह डेटा लिखा था तो यह टेक्स्ट फ़ाइल से निकाला गया है और कंसोल पर रखा और प्रिंट किया गया है तो यह पहला हिस्सा था सामान्य टेक्स्ट फ़ाइलों से पढ़ना और लिखना इसलिए और भी कई ऑपरेशन हो सकते हैं जिसे हम फाइल रीड राइट ऑपरेशन करते समय विचार कर सकते हैं इसलिए मैं बहुत अधिक विवरणों में नहीं जाता हूं आप आसानी से ऑनलाइन विभिन्न रिसोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं उपयोग की जा रही एक अन्य सामान्य बात यह csv फ़ाइल फॉर्मेट या कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है आप फिर से देख सकते हैं कि मेरी डायरेक्टरी सूची में मेरे पास कोई csv फ़ाइल नहीं है इसलिए मैं इस स्क्रिप्ट csvreadwritepy का उपयोग कर रहा हूँ इसलिए एक बार यह एग्जीक्यूट हो जाने के बाद यह एक्सटेंशन डॉट csv के साथ एक फ़ाइल जनरेट करेगा इसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी या csv लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होगा एक बार यह लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाने के बाद मैं डेटा को परिभाषित करता हूं मैं फाइल पर लिखना चाहता हूं पहले मैं फाइल को लिखूंगा फिर एक बार फाइल बन जाएगी और उस पर डेटा लिख जाने के बाद मैं उसी फाइल से पढ़ूंगा इसलिए याद रखने की एक बात यह है कि जब भी मैं किसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश कर रहा हूं अगर फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो सिस्टम अपने आप उस फाइल को उसी फाइल को बना देगा इसलिए मैं फ़ाइल का नाम outputcsv दे रहा हूं वेरिएबल को फाइल 1 के रूप में नाम दें डेटा तब से है जब हम एक स्ट्रिंग डेटा डाल रहे हैं तो डेटा अंदर ही है इसलिए हम 1 2 3 4 से 9 तक दे रहे हैं और हम इसे कॉमा कैरेक्टर का उपयोग करके विभाजित करते हैं आप अन्य कैरेक्टर का उपयोग भी कर सकते हैं जैसे सेमी कॉलन कॉलन इत्यादि लेकिन प्रदर्शन के लिए मैं सिर्फ कॉमा का उपयोग कर रहा हूं आइए देखें कि जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होता है इसलिए इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया गया है और मैं जांच करूंगा कि इसमें क्या संग्रहीत है तो आप व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं कि आपके पास कॉमा द्वारा अलग किए हुए बहुत से स्ट्रिंग हैं पहला स्ट्रिंग 1 है दूसरा स्ट्रिंग 2 है और इसी तरह 9 तक इसलिए आपने जो भी इनपुट दिया है वह सब कुछ अलग अलग सबस्ट्रिंग है फिर आगे मैं एक खोलूंगा मैं एक वैरिएबल file1 बनाऊंगा और outputcsv खोलने का प्रयास करूंगा इसलिए इस डायरेक्टरी में हमारे पास outputcsv फ़ाइल नामक कुछ भी नहीं है इसलिए हम इस outputcsv स्ट्रिंग को वेरिएबल file1 में असाइन कर रहे हैं अब फिर से राइट मोड में ओपन फाइल 1 के साथ csv फाइल के रूप में उपयोग करते हुए हम csvwriter के बराबर एक और वेरिएबल राइटर कॉल करते हैं csv फ़ाइल में डीलिमिटर कॉमा है मान लीजिए कि आपने एक सेमीकॉलन को डीलिमिटर के रूप में दिया है तो आप इस कॉमा को सेमीकॉलन द्वारा बदल सकते हैं और हम यह जाँचने के लिए एक सामान्य स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं कि यह ठीक काम कर रहा है या नहीं और फिर फ़ाइल में जो भी डेटा लिखा जा रहा है तो हम फिर से राइटर को कॉल करते हैं और प्रत्येक लाइन एक अलग वैल्यू में रिपोर्ट करते हैं जैसे पहली लाइन में 1 दूसरी लाइन पर 2 तीसरी लाइन पर 3 और इसी तरह फिर अंततः हम क्लोज फंक्शन fileclose को कॉल करते हैं अब देखते हैं कि जब हम इसे सामूहिक रूप से चलाते हैं तो क्या होता है इसलिए मेरे प्रिंट स्टेटमेंट राइटिंग csv को एग्जीक्यूट किया गया है आइए हम जाँच करें तो फ़ाइल का नाम outputcsv था हाँ हमारे पास यहाँ पर outputcsv नामक एक फाइल है इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ खुल रहा है इसलिए मेरे सिस्टम के लिए डिफ़ॉल्ट csv फ़ाइल व्यूर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो यह सीधे एक्सेल के माध्यम से खुल रहा है इसमे कुछ समय लगेगा इसे लोड होने दें इस बीच हम इस एक csv फ़ाइल से लिखने वाले भाग को देखेंगे अब फिर से हम शुरू करेंगे रीड मोड में विद ओपन एक नाम वेरिएबल file1 csv फाइल के रूप में और रीडर csv रीडर csv फाइल के बराबर होंगे हम प्रिंट करते हैं कि यह एक फ़ाइल से पढ़ रहा है जो हम बस उपयोगकर्ता को एक संकेत देगा कि यह स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है और फिर रीडर द्वारा पढ़ी जा रही प्रत्येक लाइन के लिए पढ़ी जा रही हर एक वैल्यू एक बार में प्रिंट होगी और अंततः हम filenameclose फ़ंक्शन को कॉल करके हैंडल रिलीज करेंगे इसलिए मैं आखिरकार अपनी एक्सेल फाइल खोलने में कामयाब रहा जैसा कि आप देख सकते हैं वैल्यू 1 2 3 4 को अलग कॉलम में लिखा गया है इसलिए इन स्टैटिक वैल्यू के बजाय हम विभिन्न सेंसर से डेटा प्राप्त कर सकते हैं और हम इस csv फ़ाइल को इटरेटिव तरीके से अपडेट कर सकते हैं तो यह मुझे एक डेटाबेस देगा एक अल्पविकसित डेटाबेस ठीक है अब मुझे पता है कि मेरा आउटपुट डॉट csv फ़ाइल ठीक जगह में है मैं उस फाइल से पढ़ने की कोशिश करूंगा अब स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन समाप्त होने के बाद पहला पहला प्रिंट स्टेटमेंट रीडिंग फ्रॉम द csv फाइल था और इसने 1 से 9 तक वैल्यू को अलग अलग रूप से पढ़ा है इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह काफी आसान था हम अगले भाग पर आगे बढ़ेंगे इसलिए हमने इन्हें पूरा कर लिया है अब अगला भाग एक लेकिन दिलचस्प है क्योंकि यह विभिन्न इमेजेस का इस्तेमाल करेगा इसलिए हम कार्यात्मक रूप से इमेज रीड राइट ऑपरेशन के साथ काम करेंगे अब पायथन इस लाइब्रेरी का समर्थन करता है जिसे PIL या पायथन इमेजिंग लाइब्रेरी कहा जाता है यह आमतौर पर इमेज से संबंधित ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए यदि आपकी PIL डिफ़ॉल्ट रूप से सिस्टम पर नहीं है तो हम PIL का उपयोग करते हैं या हम सुडो पिप इंस्टॉल पीलो का उपयोग करके PIL प्राप्त करते हैं इसलिए आमतौर पर PIL को पायथन वर्जन 27 में 27 तक समर्थित किया जाता है अन्यथा उच्च वर्जन के लिए PIL को इस कार्य को प्राप्त करने के लिए इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है इसलिए इमेज रीड राइट ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमें इस PIL लाइब्रेरी को कॉल करना होगा या तो हम सीधे PIL इंपोर्ट करें या यदि हमारे पास फ़ंक्शन इमेज की तरह कोई विशेष फ़ंक्शन है तो हम केवल उस विशेष फ़ंक्शन को इंपोर्ट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज है फिर उस इमेज फ़ाइल को खोलना इमेज के बराबर इमेज डॉट ओपन इमेज का नाम और इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम बस इमेज डॉट शो लिखते हैं तो आपके पास इमेज से संबंधित कई फ़ंक्शन हैं आप अपनी इमेज का आकार बदलना चाहते हैं आप रिसाइज़ फ़ंक्शन को कॉल करते हैं और अरगुमेंट्स के भीतर आप अपनी इमेज को घुमाने के लिए इच्छित रो और कॉलम की संख्या देते हैं आप रोटेट को कॉल करते हैं और अरगुमेंट्स के भीतर अपनी इमेज को घुमाने के लिए जो डिग्री चाहते हैं उसे भी आप विभिन्न कलर मैप्स के बीच परिवर्तित कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप स्टैंडर्ड कैमरों से प्राप्त अपनी सामान्य इमेज को परिवर्तित कर सकते हैं लाल हरे और नीले तीन चैनलों की उपस्थिति के कारण हम उन्हें RGB इमेज कहते हैं हम इसे ग्रे स्केल में भी बदल सकते हैं इसलिए रूपांतरण फ़ंक्शन बहुत सरल है इमेज डॉट कन्वर्ट और कोट्स के भीतर अरगुमेंट्स के भीतर आप उस मोड को लिखते हैं L पे स्केल के लिए है और RGB सामान्य RGB मोड के लिए है तो आप इन दोनों के बीच वैकल्पिक रूप से कन्वर्ट कर सकते हैं तो यह सिर्फ प्रदर्शन के लिए है उदाहरण के लिए एक बार जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यह स्क्रिप्ट उस हैंड्स ऑन पार्ट में आता है एक बार जब हम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो यह आपको निम्नलिखित आउटपुट देगा बाएं हाथ की ओर इस इमेज को इनपुट इमेज के रूप में लिया गया था और रूपांतरण के बाद इमेज डॉट कन्वर्ट फ़ंक्शन का उपयोग करके यह आपके ग्रे स्केल में परिवर्तित हो गया है इसलिए हम इस फ़ंक्शन की जाँच करेंगे इसलिए अब मेरे पास फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज है और फंक्शन imageopen में वैरिएबल असाइन करना है तो मेरे पास एक इनपुट इमेज है मेरे फ़ोल्डर में I3jpeg स्क्रिप्ट के समान फ़ोल्डर फिर मैं इस im डॉट शो को एग्जीक्यूट करता हूं मैं आपके द्वारा देखी गई बस इन तीन लाइनों को एग्जीक्यूट करूंगा एक बार जब im डॉट शो एग्जीक्यूट किया गया है तो आपके सिस्टम का डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूर एप्लिकेशन खुल जाता है और यही वह इनपुट इमेज है जो इसे ग्रे स्केल में बदल देती है तो im डॉट कन्वर्ट और कोट्स के भीतर एल और फिर मैं सिस्टम को इमेज दिखाने के लिए कहूंगा इसलिए जैसा कि फिर से आप डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूर एप्लिकेशन पर देख सकते हैं इमेज को RGB से ग्रे स्केल में बदल दिया गया है अब मुझे इस इमेज को सेव करने की आवश्यकता है इसलिए चूंकि ग्रे स्केल इमेज का परिवर्तित कलर मैप एक वेरिएबल grey image में सेव है इसलिए मुझे इस grey imagesave को सेव करने की आवश्यकता है और जिस नाम को मैं इसे सेव करना चाहता हूं इसलिए एक बार सेव फ़ंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे अपनी डायरेक्टरी में आवश्यक फ़ाइल मिलती है ये कुछ बहुत ही बुनियादी कार्य हैं जिनके साथ मैं काम कर सकता हूं आगे हम पायथन में बुनियादी नेटवर्किंग पर आगे बढ़ेंगे इसलिए इसके लिए हम udp सॉकेट बनाएंगे इसलिए हम दो सिस्टम को सिम्युलेट करने का प्रयास करेंगे जैसे आपके पास एक क्लाइंट होगा और फिर आपके पास एक सर्वर होगा इसलिए सर्वर क्लाइंट से डेटा की अपेक्षा करेगा बाद में आप वास्तव में अब ही वास्तव में कल्पना कीजिए कि आपका क्लाइंट डिप्लॉयड IoT डिवाइस है जो विभिन्न सेंसर डेटा को पढ़ता है और इसे नेटवर्क पर सर्वर तक पहुंचाता है यह उसी सिद्धांत पर काम करता है इसलिए शुरुआत के लिए हम यह देखेंगे कि यह नेटवर्किंग हिस्सा कैसे होता है तो हो सकता है कि आपका सर्वर अलग से स्थित हो लेकिन इसी कोड समान सिद्धांत का उपयोग करके नेटवर्क से जुड़ा हो थोड़े से संशोधनों के साथ आप अपने क्षेत्र में तैनात IoT डिवाइस को दूरस्थ रूप से स्थित सर्वर पर डेटा भेजने के लिए प्राप्त कर सकते हैं तो पायथन क्लाइंट सर्वर मॉडल का उपयोग करके यह नेटवर्क सेवाएं प्रदान करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में यह सॉकेट समर्थन करता है यह क्लाइंट को सर्वर को इंप्लीमेंट करने की अनुमति देता है यह दोनों TCP IP के लिए क्लाइंट और सर्वर के इंप्लीमेंटेशन की अनुमति देता है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है और साथ ही UDP प्रोटोकॉल जो मुख्य रूप से कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल हैं और पायथन में अतिरिक्त लाइब्रेरीज हैं जो विशिष्ट एप्लिकेशन लेवल नेटवर्क प्रोटोकॉल तक हायर एक्सेस की अनुमति देते हैं तो सामान्य सिंटेक्स सॉकेट को एक वैरिएबल का पता लगाना है जो सॉकेट डॉट सॉकेट के बराबर है तो सॉकेट फैमिली सॉकेट टाइप प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोटोकॉल 0 है इसलिए सॉकेट फैमिली के भीतर आपके पास AF UNIX या AF INET है इसलिए आमतौर पर UNIX विकल्प केवल UNIX आधार सिस्टम के लिए उपलब्ध है जबकि INET सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए है सॉकेट टाइप SOCK STREAM है या सॉक डेटाग्राम और डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोटोकॉल 0 है तो हमने एक TCPIP सॉकेट बनाया है हम सर्वर का एड्रेस देते हैं क्योंकि यह एक विशेष आईपी एड्रेस है फिर हम एक विशेष पोर्ट देते हैं कि जिससे आपका सर्वर क्लाइंट से बंधेगा और सिर्फ कुछ प्रिंट स्टेटमेंट और आखिरकार मेन फंक्शन सॉक डॉट बाइंड और सर्वर एड्रेस ताकि यह कनेक्शन के लिए सुन रहा हो और फिर हमारे पास सॉक डॉट लिसन है यह सुनने वाले हिस्से को इनिशियलाइज़ करता है कि सर्वर क्लाइंट से कनेक्शन की उम्मीद कर रहा है इसलिए बेहतर होगा कि मैं इस चीज का डेमोंसट्रेशन दूं इसलिए मुझे इसके लिए दो कंसोल की आवश्यकता होगी 1 से मैं सर्वर चलाऊंगा और दूसरे से मैं क्लाइंट चलाऊंगा तो यह मेरा सॉकेट सर्वर है सर्वर एड्रेस के लिए मैंने एक सामान्य लूपबैक एड्रेस दिया है जो 127001 है मैंने एक रेंडम पोर्ट 10000 दिया और एक और हम उस डेटा को लिखने का इरादा रखते हैं जो एक टेक्स्ट फ़ाइल में उत्पन्न हो रहा है तो डेटा logtxt राइट मोड में और यह डेटा सॉकेट उस डेटा की अपेक्षा करेगा जो इसे क्लाइंट से 4096 बाइट्स के जंक्स में प्राप्त होता है और जब भी यह डेटा प्राप्त होता है यह डेटा को स्ट्रिंग में बदल देगा और डेटा को फाइल में लिख देगा और अंत में एक बार जब ट्रांजैक्शन समाप्त हो जाएगा यह फ़ाइल को बंद कर देगा इसलिए इस भाग तक सॉकेट ऑपरेशन होता है और इसके भीतर डेटा रीड राइट ऑपरेशन होता है वैसे ही प्रारंभ के लिए मुझे सर्वर को चालू रखना है तो यह कुछ भी नहीं दिखाता है क्योंकि यह एक क्लाइंट से डेटा की उम्मीद कर रहा है क्लाइंट की तरफ मैं सर्वर के समान लूपबैक एड्रेस देता हूं फिर वही पोर्ट नंबर एक ही पोर्ट नंबर होना बहुत जरूरी है अब प्रयत्न के साथ और अंत मे हम सिर्फ इटरेटिवली फिर से लूप करते हैं और दो वैल्यू h और t को भेजते हैं मैंने इसे 2 और 3 के लिए निर्धारित किया है और यह सॉकेट के ऊपर इन वैल्यू को भेजता रहेगा आप देखते हैं यह सेंट इस भेजे गए मैसेज सॉक डॉट सेंट के बराबर है मैसेज जो कि सर्वर एड्रेस का 2 3 है यह वही लूपबैक एड्रेस था इसलिए दूसरे कंसोल में मैं क्लाइंट चलाऊंगा आप देखते हैं कि क्लाइंट 2 3 2 3 भेज रहा है यह तब तक इसे भेजता रहेगा जब तक कि मैं एग्जीक्यूशन को समाप्त नहीं कर देता और सर्वर साइड पर आपको यह 2 और 3 प्राप्त हो जाता है तो यह बात आप नेटवर्क से जुड़ी दो अलग अलग मशीनों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं यह एक ही कमरे में हो सकता है यह अलग अलग शहरों में हो सकता है यह अलग अलग देशों में हो सकता है लेकिन आपके सर्वर आपके IP और पोर्ट को समान होना चाहिए इसलिए हमने इस क्लाइंट को कवर कर लिया है आपने स्टैंड के लिए कोड देखा है और आउटपुट देखा है इसलिए मुझे आशा है कि अब आप इस ज्ञान का उपयोग पायथन पर कुछ दिलचस्प एप्लिकेशन बनाने के लिए कर सकते हैं